तो वापस स्वागत है और यह लैक्चर नंबर 58 है हम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली हम पर्टिकुलर इंटिग्रेशन के मूल्यांकन के लिए पर्टिकुलर इंटिग्रेशन और सॉल्यूशन तकनीकों की तलाश करेंगे इसलिए पिछले लैक्चर में हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉन्सटंट कोएफीशीयंट के साथ लिनीयर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन कैसे प्राप्त करें और हमने पहले से ही चर्चा की है कि किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को खोजने के लिए हमें कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन को खोजने की आवश्यकता है और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को खोजने की आवश्यकता है और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दिए गए जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे होमोजेनियस डिफेरेनशीयल इक्वैशन पर तो आज के लैक्चर में हमारा ध्यान दिया जाएगा कि दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे खोजा जाए इस प्रकार दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन इस ऑपरेटर फॉर्म में बने रहते हैं हमारे पास यह fDyX है x छोटे x का एक फ़ंक्शन है और फिर यहां यह अभिव्यक्ति इस एफ द्वारा लिखी गई है जो पहले से ही पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुकी है तो इस इक्वैशन का पर्टिकुलर इंटिग्रेशन या इस इक्वैशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हम यहां 1fDX की तरह निरूपित करेंगे तो यह 1fD उलटा ऑपरेटर की तरह है जिसे हम यहां इस इक्वैशन में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम सीधे इस y को सोल्यूशन के फॉर्म में प्राप्त करते हैं 1fD और यह x और हम यहां देखेंगे कि कैसे करें इस 1fD को फंक्शन X पर कैसे संचालित करें यहाँ X का एक फंक्शन है इसलिए इस fD को इनवर्स ऑपरेटर कहा जाता है और यहाँ जो विचार पहले से ही चर्चा में था वह fD हो सकता है इस D 1D 2 के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है जहां ये अल्फ़ा ऑक्सिलरी इक्वैशन की रूट्स हैं तो इस शब्द 1fDX में लिखा गया पर्टिकुलर इंटिग्रेशन और यह fD इन D s के प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं है तो हम यहाँ की तरह लिखा है 1D 11D 21X तो यह इस पर्टिकुलर इंटिग्रेशन को खोजने के लिए जनरल तरीका है जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे हैं बाद में हम इस x के कुछ पर्टिकुलर रूपों के लिए जाएंगे और वे कुछ प्रत्यक्ष मूल्यांकन तकनीक होंगे जिनके बारे में बाद में भी चर्चा की जाएगी तो ये रहा 1D aXeaxXe axdx तो यह देखने के लिए कि यह रिजल्ट हम इंटिग्रेशन के संदर्भ में कैसे प्राप्त कर रहे हैं हमें यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है इस y1D aX तो हमने मान लिया है कि यह y1D aX और हम पता चल जाएगा कि वास्तव में y क्या है ⟹D ayX ⟹dydx ayX ⟹ye axXe axdxC C may be taken as 0 for PI ⟹D ayX ⟹dydx ayX ⟹ye axXe axdxC C को PI के लिए 0 के रूप में लिया जा सकता है ⟹yeaxXe axdxCeax ⟹yeaxXe axdxCeax यहां केवल एक नोट करे इंटेग्रेशन की यह कॉन्स्टन्ट महत्वपूर्ण नहीं है और हम इस कॉन्सटंट को 0 के फॉर्म में सेट कर सकते हैं इसका कारण यह है कि हम यहां बात कर रहे हैं या हम चर्चा कर रहे हैं कि डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे खोजना है इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन खोजने के दौरान हम यह नहीं चाहते हैं कि यह इंटेग्रेशन भी कॉन्स्टंट हो C के किसी भी मूल्य के लिए वह सॉल्यूशन होगा इसलिए हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं उस स्थिति में हम केवल उसे C को 0 पर सेट कर सकते हैं यदि आप रखना चाहते हैं और जारी रखना चाहते हैं और अंत में हम कॉम्पलीमेंट्री फ़ंक्शन में दिए गए होमो नॉन होमोजेनियस का एक जनरल सॉल्यूशन खोजने के लिए जोड़ देंगे इक्वेशन उस स्थिति में यह कोंस्टंट हमें कॉन्स्टंट में होना चाहिए जो हम कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन में दिखाई दिए इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सिद्धांत फॉर्म में किसी भी मूल्य को असाइन कर सकते हैं लेकिन सबसे सरल मामला यह होगा कि हम इस सी को 0 पर असाइन करते हैं तो अब इस इक्वैशन का सॉल्यूशन ऐसा ⟹yeaxXe axdxCeax तो जब यह कोंस्टंट 0 होता है तो यह शब्द गायब हो जाएगा और मूल फॉर्म से हमें इस 1D aXy का मान मिलेगा तो यह बहुत महत्वपूर्ण है अब यहां महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो अब पर्टिकुलर इंटिग्रेशन को खोजने के लिए बहुत उपयोगी होगा तो हमें यह रिजल्ट मिला है कि जब हम X पर एक फ़ंक्शन पर D a लागू करते हैं तो यह मान कुछ भी नहीं है लेकिन eaxXe axdx यह एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जब हमने इसे 0 पर कहा था तो यह महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इस 1D aX के इस पर्टिकुलर सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं साधारण मामले में हम यहाँ उदाहरण के लिए इस पर विचार कर सकते हैं a 0 तो यह रिजल्ट क्या सुझाव दे रहा है इसलिए जब हम इसे a 0 सेट करते हैं तो यह रिजल्ट क्या है कि X पर संचालित 1 ओवर D बराबर है तो a 0 यह 1 यहां है और यह भी 1 है इसलिए हम बस इंटीग्रल x dx प्राप्त कर रहे हैं और यही उम्मीद है कि हम यह जानते हैं कि D एक डिफ़्रेंशियल ऑपरेटर था और यह 1DX तो यह 1D इंटिग्रेशन ऑपरेटर की तरह है तो यह वास्तव में dx पर इस x का इंटिग्रेशन पार्ट है तो 1DX छोटे x के संबंध में इस x के इंटिग्रेशन पार्ट के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह 1 ओवर D के अलावा यहाँ जनरल फॉर्म्युला है हमारे पास यह 1D aX है और मान eaxXe axdx है इसलिए अब इस लैक्चर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस सूत्र का उपयोग कॉम्प्युट के लिए उदाहरण के लिए कर सकते हैं D2a2ysec ax तो हमारे पास यहां क्या है पहले हमें कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन खोजने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें इस इक्वैशन की आवश्यकता है यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन तो इस मामले में ऑक्सिलरी इक्वेशन m2a2 होगा और हम इस जटिल संयुग्म के फॉर्म में मूल प्राप्त करेंगे और फिर हम जानते हैं कि सोल्यूशन कैसे लिखना है तो यह eai जैसा है तो यह एक e0x है और फिर हमारे पास c1cos ax c2sin ax है यह होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब यह दाहिना हाथ पक्ष 0 पर सेट होता है या यह कहने के बजाय यह एक कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन है So this is c1cos ax c2sin ax we have the complementary function So to find this general solution or this we need the complementary function and we need a particular solution तो यह c1cos ax c2sin ax हमारे पास कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन है इसलिए इस जनरल सॉल्यूशन को खोजने के लिए या हमें कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन की आवश्यकता है और हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की आवश्यकता है तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को खोजने के लिए हम उस विचार को लागू करेंगे जिसकी पिछली स्लाइड में चर्चा की गई है तो हम इस उलटा ऑपरेटर पर एक है 1D2a2sec ax 12ia1D ia 1Diasec ax यह विचार इसलिए है क्योंकि हम इस सूत्र को पहले से ही जानते हैं 1D ia or 1Dia इसलिए अब हमें यहां कॉम्प्युट करने की आवश्यकता है हमें पहले उदाहरण पर विचार करने की आवश्यकता है 1D iasec ax eiaxsec ax e iaxdx eiaxxialn cos ax तो इसी तरह एक बार हमने यह कॉमपुटेड कीया है 1Diasec ax e iaxx ialn cos ax तो अब हम वही करेंगे इसलिए यह पर्टिक्युलर इंटेग्रल जो यहां दिया गया था इसलिए अब हम इस के मूल्य को प्रतिस्थापित कर सकते हैं 12ia1D ia 1Diasec ax 12iaeiaxxialn cos ax e iaxx ialn cos ax xasin ax 1a2ln cos ax तो यह यहां पहला है तो यह सिर्फ इस बात का सिंपलीफ़िकेशन है कि हमें यहां क्या मिला 1a2ln cos ax तो अब जनरल सॉल्यूशन कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन होगा जिसका हमने पहले मूल्यांकन किया है जो yc1cos ax c2sin ax xasin ax 1a2ln cos ax तो यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन है दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन यह यहां जनरल सोल्यूशन है और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन है अब हम उदाहरण के लिए इस x के कुछ स्पेशियल फॉर्म के बारे में बात eax cosaxsin इसलिए इन मामलों में इसके बजाय इस तरह के मूल्यांकन के बजाय कि हमने पहले के साथ किया है उस इंटिग्रेशन फॉर्म्युला की मदद से हम सीधे इन फॉर्म्युला को भी याद कर सकते हैं और यह कि कई मामलों में मूल्यांकन करना बहुत आसान होगा जब हमारे पास दाहिने हाथ की तरफ ऐसे सरल फंक्शन हैं हमारा पर्टिकुलर फंक्शन ई पावर a x है और उसके लिए हमें इस रिजल्ट की आवश्यकता है कि यहां है यदि यह एक यहां एक कोंस्टंट है एक यह एक है एक कोंस्टंट है तो यह fDeaxfaeax इसका मतलब है कि जब हम इस Deaxaeax को लागू करते हैं तो eax पर संचालित होने पर इस ऑपरेटर का मूल्य fa के अलावा कुछ भी नहीं होगा इसलिए D को ए से बदल दिया जाएगा हमारे पास यह eax है तो यह हम पहले देखेंगे जो महसूस करने के लिए बहुत सरल है क्योंकि जब हम D ई पावर a x का संचालन करते हैं जो हमें मिल रहा है तो D का अर्थ है कि डिरिवैटिव का डिफ़्रेंशियल इस e पॉवर का डिरिवैटिव a x है जो कुछ भी नहीं है लेकिन e पॉवर x a से मल्टीप्लाय किया जाता है a इसलिए जब हम एक बार यहां इस डिरिवैटिव को लागू कर चुके हैं तो D को इस द्वारा बदल दिया गया है एक ही बात अगर हम ऐसा दो बार करते हैं तो क्या होगा हमें D2eaxa2eax मिलेगा यदि आप इसे जारी रखते हैं तो जनरल तौर पर भी हमें यह Dneaxaneax मिलेगा इसलिए जब हमारे पास यह ऑपरेटर fDeaxfaeax है तो पूरे इक्स्प्रेशन में यहां जब हमारे पास यह fDeax है तो क्या होगा कि इन सभी D को ए से बदल दिया जाएगा इसलिए इस f के बजाय हमें f a और यह e पॉवर ax ही रहेगा तो यह जनरल रिजल्ट है जिसे हम प्राप्त करने के लिए उपयोगी होंगे जब यह राइट हैंड साइड x पर्टिकुलर फंक्शन eax है तो हमारे पास यहां क्या है fDeaxfaeax तो अब इसके साथ हम इस स्पेशियल फॉर्म के पहले रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और यह यहाँ है कि यदि x eax का है तो किसी पर्टिकुलर इंटिग्रल को खोजने के लिए पर्टिकुलर इंटिग्रल का मूल्यांकन करने के लिए हमारा सूत्र क्या होगा तो यह उदाहरण के लिए है मेरे पास डिफ़्रेंशियल इक्वैशन fDyeax है WeknowfDeaxfaeax Operating1fDboththesidesoftheaboveequation eax1fDfaeax fa1fDeax ⟹1fDeax1faeaxprovidedfa≠0 तो अब यहाँ ठीक यही स्थिति है जब हम इसे लेते हैं Iffa0thenD aisafactorf Consider fDD ag 1fDeax1D a1geax 1D a1geaxprovidedga≠0 1g1D aeax Since 1D aXeaxXe axdx 1gxeax यहा s अब इस x को इस फॉर्म eax का होने पर इस पर्टिकुलर इंटिग्रेशन हां को खोजने के लिए क्या छोटी विधियां हैं हम क्या करेंगे eax इसलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो पहला इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन D2 3D2ye3x का जनरल हल खोजना है इसलिए कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन हम यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं m2 3m20 तो रूटस 1 और 2 हैं इसलिए इन जड़ों के होने से हम कॉम्पलीमेंट्री फ़ंक्शन आह को लिख सकते हैं वह c1exc2e2x है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल पर चर्चा करना जो पहले से ही अब चर्चा में है इसलिए 1D2 3D2e3x चाल यहाँ है कि हम इस D को 3 द्वारा रिप्लेस करते हैं इसलिए हमारे पास है 132 3×32e3x 12e3x तो यह एक पर्टिकुलर इंटिग्रेशन है यह यहां दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है और हमारे पास इस होमोजीनीयस इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन है इसका मतलब है कि यह कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन है और यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें इस दिए गए डिफेरेनशीयल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन प्राप्त होता है yc1exc2e2x12e3x अगले प्रॉब्लेम में हम जो देखेंगे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन D3 D2 D1yex का सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन पाएंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा 1D3 D2 D1ex 14x2ex तो मूल रूप से हमारे पास D2D5y3 है तो यह बस दे देंगे अगले प्रॉब्लेम में हमारे पास यह आज के लिए अंतिम है इसलिए 1D2D53 35 तो यह इस इक्वैशन का पर्टिकुलर इंटिग्रेशन है यह इस इक्वैशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसलिए अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि हमने विशेष रूप से इंटेग्रल और वास्तव में इस जनरल सूत्र को देखा है जो इंटेग्रल को खोजने के लिए बहुत उपयोगी होगा जब हमारे पास ऐसी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगी जिस पर विशेष फंक्शन x पॉवर e x की तरह ही चर्चा की गई थी तो यह किसी भी मामले में उपयोग किया जा सकता है जब तक कि यह इंटेग्रल हम इवेलुएट कर सकते हैं और विशेष रूपों में भी हमने आज इस eaxपर चर्चा की है तो नियम यह था कि 1fDeax हम इस D को इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं यदि यह fa≠0 है और यदि यह 0 है तो हमारे पास निश्चित रूप से D a कारक है और हम 1D areaxxrr eax के रूप में आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं तो इस के साथ अब हमारे पास इन डिफरेनसिस को इस लेक्चर की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है और ध्यान देने के लिए धन्यवाद